तो चर्चा का विषय सतह मेट्रोलॉजी होगा तो यह विषय से ही बहुत स्पष्ट है कि सतह मेट्रोलॉजी का अर्थ है सतह को मापना माप का विज्ञान जहां आप सतहों को मापने का प्रयास करते हैं जिस क्षण आप सतहों को कहते हैं ये सतहें अस्तित्व में 3 आयामी होती हैं और सतह समतल हो सकती हैं गोलाकार हो सकती हैं और इसमें सपाट और गोलाकार का संयोजन हो सकता है जो जटिल सतहों की ओर जाता है सतहें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब इन भागों को इकट्ठा करने पर आपके पास कई भाग होते हैं तो इन दोनों भागों की सतह परस्पर क्रिया करने लगती है इसलिए जब यह बातचीत शुरू करता है तो वे हमेशा टूट फूट की ओर ले जाते हैं ठीक है और दूसरी बात जब आपके पास सतहें हैं जो बहुत खुरदरी हैं कुछ इस तरह की बहुत खुरदरी है ठीक है तो क्या होता है जो भार लिया जाता है मान लीजिए यहाँ एक भार है जिसे एक सतह द्वारा लिया जाना है अब आप देखते हैं कि भार एक बिंदु पर टिका हुआ है केवल इसलिए यदि आप वितरित करना चाहते हैं तो भार हमें क्या करना है कि हमें इस चोटी को तोड़ना होगा और भार को नीचे की सतह पर स्थानांतरित करने की अनुमति देनी होगी ताकि जहां भार वितरित हो रहा हो तो यहाँ यदि आपके पास खुरदरी सतह है तो इस खुरदरी सतह पर क्या होता है भार कुछ बिंदुओं द्वारा लिया जाएगा जो बिंदु संख्या एक हैं दूसरी बात यह है कि बहुत अधिक टूट फूट होगी क्योंकि दबाव डाला जाता है एक निश्चित बिंदु पर भी लोड तीसरी बात यह है कि अनुचित सतह के कारण बहुत सारे कंपन और बकबक होंगे फिर टूट फूट हो जाएगी जिससे समय से पहले विफलता भी हो सकती है तो अब यह बहुत स्पष्ट है कि सतह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सतह का मापन भी बहुत महत्वपूर्ण है यह पूरे उत्पाद के बारे में हुक्म चलाने या बात करने की कोशिश करेगा इसलिए सतहें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इसलिए आज हम नैनोमीटर सरफेस फिनिश की बात कर रहे हैं जब आप नैनोमीटर सरफेस फिनिश की बात करते हैं तो लहरें लगभग एक रेखा में बदल जाती हैं अब जब भार रेखा पर टिका हुआ है तो भार समान रूप से वितरित हो रहा है कोई टूट फूट नहीं होगी या कोई समय से पहले विफलता नहीं होगी इसलिए इस वजह से हम सतह को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक सतह को मापने और एक सतह को मापने की कोशिश कर रहे हैं इस व्याख्यान में यही चर्चा होगी

तो जिस सामग्री का हमारे पास परिचय होगा हमें सतह मेट्रोलॉजी अवधारणाओं को समझना होगा फिर हम कुछ शब्दावली देखेंगे हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हमने माप के बारे में अध्ययन किया है इसलिए हमारे पास भौतिक डेटा को मापने का प्रयास होगा और यह भौतिक डेटा अंततः वोल्टेज डेटा में परिवर्तित हो जाता है यह वोल्टेज डेटा बदले में दूसरे भौतिक आउटपुट डेटा में परिवर्तित हो जाता है तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि अनुरेखण कैसे हो रहा है फिर सतह की विशेषताओं का विनिर्देश सतह की फिनिश को मापने के विभिन्न तरीके क्या हैं और आखिरी वाला लेखनी आधारित माप होगा हम इसके माध्यम से जाएंगे भले ही सतह की बनावट रुचि के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जैसे सौंदर्यशास्त्र और सौंदर्य प्रसाधन दूसरों के बीच इस विशेष व्याख्यान में प्राथमिक प्रसंग उन निर्माण वस्तुओं से संबंधित है जो तनाव के अधीन हैं एक दूसरे के संबंध में चलती हैं और निकट फिट शामिल हैं उन्हें तो सौंदर्य तो हम सौंदर्य के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हमारे पास एक चमकदार फिनिश है आपके पास एक सपाट फिनिश है या एक चमकदार फिनिश है आपके पास एक मैट फिनिश भी है तो यह एक बेहतर सौंदर्य मूल्य और कॉस्मेटिक मूल्य रखने की कोशिश करता है लेकिन ये 2 माध्यमिक महत्व हैं प्राथमिक महत्व यह है कि जब निर्मित वस्तु तनाव के अधीन होती है एक दूसरे के साथ चलती है और फिर करीब फिट होने पर यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सतह बनावट को मापने के लिए सतह की बनावट जब बनावट बहुत छोटी होती है लोग इसे खुरदरापन कहते हैं सतह की खुरदरापन या सतह की बनावट काफी हद तक निर्माण कार्य के प्रकार पर निर्भर करती है तो इसका मतलब है कहने के लिए कि एक हिस्सा है इसलिए हमें यह देखना होगा कि निर्माण प्रक्रिया में पिछला चरण क्या था जिसके माध्यम से यह हिस्सा आया है और जब हम सतह पर करने की कोशिश करते हैं तो हम एक प्रमुख केंद्र की तरह दिखने की कोशिश करते हैं खुरदरापन या सतह बनावट ये दोनों पिछली निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं यदि किसी भाग के लिए खुरदरी सतह स्वीकार्य है तो कोई कास्टिंग फोर्जिंग या रोलिंग प्रक्रिया चुन सकता है कई मामलों में जिन सतहों को कुछ कार्यात्मक आवश्यकता के लिए एक दूसरे से संपर्क करने की आवश्यकता होती है उन्हें मशीनीकृत करना पड़ता है संभवतः पीसने जैसे परिष्करण कार्य के बाद इसलिए यदि आप वापस जाएं और देखें कि क्या मैं आपको 01 मिलीमीटर की सहनशीलता देता हूं तो यह कास्टिंग द्वारा किया जा सकता है अगर मैं 40 ± 001 मिलीमीटर लिखने की कोशिश करता हूं तो यह मशीनिंग और कभी कभी पीसने वाला होता है तो आप देखते हैं कि सहनशीलता के आधार पर प्रक्रिया की संख्या बढ़ जाती है ठीक है तो जब हम किसी सतह पर जाते हैं तो यह सहिष्णुता है ठीक है लेकिन सतह दूसरी चीज है सहिष्णुता वह विचलन है जो हम देते हैं या हम स्वीकार करते हैं प्रक्रिया में कुछ भिन्नता सहिष्णुता है तो यहाँ यह अधिक आयाम है यहाँ यह सतह का अधिक है हम सतह के बारे में बात करते हैं इसलिए यदि कोई किसी सतह की सांस्थिति पर एक नज़र डालता है तो कोई यह देख सकता है कि सतह की अनियमितताएं सतह की बनावट के एक व्यापक रूप से दूरी वाले घटक पर आरोपित हैं जिसे लहर कहा जाता है ठीक है इसलिए जब हम किसी सतह को करीब से देखने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत सी अनियमितताओं को देखने की कोशिश करेंगे इन चीजों को सतही अनियमितताएं कहा जाता है जो आरोपित हैं ठीक है यह एक तरंग है और इस मापदण्ड को लहरता कहा जाता है सतह की अनियमितताओं में आम तौर पर एक आकृति होता है और उन कारकों के आधार पर एक विशेष दिशा में उन्मुख होते हैं जो इन अनियमितताओं का कारण बनते हैं ठीक है सतह की अनियमितताओं में आमतौर पर एक आकृति होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं यदि हमारे पास एक बड़ा सतह क्षेत्र है तो हम 3 4 बिंदुओं पर खुरदरापन मापते हैं और हम पूरी सतह के बारे में बात करते हैं कि खुरदरापन मूल्य क्या है इसका आमतौर पर एक आकृति होता है और यह एक विशेष दिशा में उन्मुख होता है क्योंकि आपके 2 भार एक विशेष दिशा में चले गए हैं उस कारक पर जो पहली जगह में इन अनियमितताओं का कारण बनता है तो इन्हें खुरदरापन कहा जाता है और इसे लहराती कहा जाता है सतही अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं • काटने के उपकरण के निशान खिलाएं कटिंग टूल के फीड मार्क देखें जब भी आप कॉन्टैक्ट मशीनिंग करते हैं तो टूल को कट फीड की गहराई दी जाती है और गति होती है तो आम तौर पर सतह की अनियमितताएं फ़ीड के कारण होती हैं ठीक है • निर्माण प्रक्रिया के दौरान होने वाले कंपन के कारण कार्यवस्तु पर चटकारे के निशान यह सतह की अनियमितताओं की ओर भी ले जाता है • धातु काटने के संचालन के दौरान कार्यवस्तु सामग्री के टूटने के कारण सतह पर सतह की अनियमितताएं भी सतह की अनियमितताओं की ओर ले जाती हैं उदाहरण के लिए जब आप किसी हार्ड टूल के साथ मुलायम कार्यवस्तु का उपयोग कर रहे होते हैं तो यह खोदता है इसलिए जब यह खोदता है तो यह कार्यवस्तु को तोड़ देता है • काटने वाले बलों की कार्रवाई के तहत कार्यवस्तु के विकृतियों के कारण सतह भिन्नता जिसका अर्थ है कि आप बहुत नरम सामग्री ले रहे हैं यह समस्या बहुत आम है जब हम टाइटेनियम बाफ़ल मशीनिंग या टाइटेनियम डायाफ्राम मशीनिंग करते हैं इसलिए डायफ्राम में पतली मोटाई होती है इसलिए जब आप इसे किसी फिक्सचर में डालने की कोशिश करते हैं और इसे मशीनिंग करना शुरू करते हैं तो जैसे ही आप इसे फिक्स्चर में लोड करते हैं विक्षेपण होता है तो अब हम जो कुछ भी मशीन करते हैं वह एक विक्षेपित सतह पर होगा तो यह वही है जो कार्यवस्तु के विरूपण के कारण सतह की भिन्नता है काटने की कार्रवाई के दौरान बल भी होता है • मशीन टूल में ही अनियमितताएं जैसे गाइडवे के सीधेपन की कमी मशीन टूल भिन्नता तो यह भी सतह अनियमितताओं की ओर जाता है जब हम सतही माप विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसी शब्दावली हैं जिनका उपयोग किया जाता है तो यह सतह पर देखने का त्रि आयामी तरीका है ठीक है तो यदि आप इसे देखें तो यहाँ पहली शब्दावली क्या है जिसे हमें जानना है वह है लहराती यह एक लहर है ठीक है इस लहर की ऊंचाई को लहरदार ऊंचाई कहा जाता है मुख्य रूप से यह मशीनिंग से पहले की प्रक्रिया पर होता है और मशीनिंग की प्रक्रिया के दौरान सतह पर ये सतह अनियमितताएं होती हैं तो यह लहर है और यह लहर की ऊंचाई है और आपके पास मापने के लिए तरंग की चौड़ाई भी है इसे लहराती चौड़ाई कहा जाता है ठीक है तो अब हम खुरदरापन पर नजर डालते हैं तो एक लहर के भीतर आपके पास कुछ अनियमितताएं हैं जिन्हें सतह खुरदरापन कहा जाता है ठीक है तो सतह खुरदरापन जैसे लहराती ऊंचाई में आपके पास सतह की ऊंचाई भी होती है तो यह और कुछ नहीं बल्कि पीक टू वैली है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह सतह की अनियमितता का द्वि आयामी दृश्य है और यहां आप जो लेते हैं वह एकमात्र सतह है तो इस भाग को खुरदरापन ऊंचाई कहा जाता है तो यहाँ हम एक चोटी को घाटी की ऊँचाई तक ले जाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो उसी तरह आपके पास खुरदरापन चौड़ाई कटऑफ नामक कुछ भी है तो यहां एक खुरदरापन चौड़ाई कटऑफ cutoff है जो लहर के भीतर है आपको अनियमितताएं होंगी तो इस हिस्से को खुरदरापन चौड़ाई कटऑफ कहा जाता है ठीक है फिर सतह पर कभी कभी आपको खरोंच लग सकती है उदाहरण के लिए आपके पास बहुत सपाट सतह है एक गहरी खरोंच है तो यह खरोंच की खामियां हैं जो इस दिशा में चलती हैं ठीक है तो यह दो खुरदरापन के बीच है जिसे आप मापते हैं उसे खुरदरापन चौड़ाई कहा जाता है तो खुरदरापन की माध्य रेखा होने वाली है इसलिए आपके पास खुरदरापन है आपके पास सतह नियमितता है आप सतह डेटा के आधार पर एक माध्य रेखा खींचने का प्रयास करते हैं तो इसे सतह खुरदरापन की माध्य रेखा कहा जाता है ठीक है आम तौर पर जब हम 40 ± 01 मिलीमीटर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आयाम होते हैं मूल आकार और सहनशीलता दी जाती है तो इसी तरह हम हमेशा इस तरह का प्रतीक लगाने की कोशिश करते हैं और यह लिखने की कोशिश करते हैं कि सतह पर हम क्या खुरदरापन चाहते हैं तो यह एक फिनिश प्रतीक है जिसका उपयोग किया जाता है जिसमें आप सतह की अनियमितताओं का जिक्र करते हुए एक निर्माण आरेख में देख सकते हैं तो यह वह प्रतीक है जिसका उपयोग किया जाता है और आखिरी चीज बनावट की दिशा या दिशा है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो एक उपकरण था जो एक सीधी रेखा को साफ करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ गया है इस तरह इसे ले कहा जाता है ले वह दिशा है जो जब आप खुरदरापन को मापने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा इसे लंबवत दिशा में मापने की कोशिश करते हैं ठीक है यदि आप बिछाने की दिशा के साथ मापते हैं तो आपको जो भी खुरदरापन मिलेगा वह अकेले एक खाई के भीतर होगा जो सही नहीं है तो लंबवत तो यह वह फ़ीड होगी जिसे स्थानांतरित कर दिया गया है तो यह आप हैं यदि आप ले के लंबवत के साथ खुरदरापन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो तभी आप इस सतह के खुरदरेपन के बारे में बात करने का प्रयास कर सकते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं लहराती और खुरदरापन आपको लहराती से संपर्क करना है आपको खुरदरापन से संपर्क करना है इसलिए यहां हम लहराती मापदण्ड की तुलना में खुरदरापन मापदण्ड की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं खुरदरापन खुरदरापन कैसे परिभाषित किया जाता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स खुरदरापन को एक महीन अनियमितता या सतह की बनावट के रूप में परिभाषित करता है जिसमें वे अनियमितताएं शामिल हैं जो उत्पादन प्रक्रिया की एक अंतर्निहित कार्रवाई के परिणामस्वरूप होती हैं ठीक है मशीनिंग से पहले लहराती है जो कुछ भी करता है वह लहराता की ओर जाता है मशीनिंग के दौरान जो कुछ भी होता है वह खुरदरापन की ओर जाता है खुरदरापन रिक्ति क्रमिक चोटियों या लकीरों के बीच की दूरी है जो खुरदरापन के प्रमुखआकृति का निर्माण करती है खुरदरापन ऊंचाई अंकगणितीय औसत विचलन है जिसे माइक्रोमीटर और मापी गई लंबवतता केंद्र रेखा में व्यक्त किया जाता है तो इसे अन्यथा कहा जाता है लहराती सतह बनावट का सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ घटक है खुरदरापन को लहरदार सतह पर आरोपित माना जा सकता है तो यह एक लहर है और यहाँ सतह खुरदरापन है ठीक है सतह का निर्माण करने वाले उपकरण की अनियमित ज्यामिति के कारण लहराती एक त्रुटि है दूसरी ओर माना जाता है कि ज्यामितीय रूप से परिपूर्ण मशीन में टूल चटर या ट्रैवर्स फीड मार्क जैसी समस्याओं के कारण खुरदरापन हो सकता है इसलिए उपकरण की गलत ज्यामिति लहराती पैदा करती है और खुरदरापन समस्या के कारण हो सकता है जैसे कि टूल चटर या ट्रैवर्स फीड मार्क्स एक कथित रूप से सही मशीन में लहराती की दूरी दो लगातार लहर चोटियों के बीच की चौड़ाई है खुरदरापन भी वही है लहराती ऊंचाई एक चोटी से घाटी की दूरी है इसलिए यह लहराती ऊंचाई है ले क्या है यह आमतौर पर घटक के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित प्रमुख सतह आकृति की दिशा है प्रतीक का उपयोग सतह के आकृति के स्तर को दर्शाने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आपके पास इस तरह एक ले पैटर्न हो सकता है आपके पास कुछ इस तरह से लेट पैटर्न भी हो सकता है ठीक है ले पैटर्न को देखकर हम यह भेद करने की कोशिश कर सकते हैं कि मशीनिंग प्रक्रिया क्या है जिसका उपयोग सतह को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है एक दोष क्या है वे अनियमितताएं हैं जो अलगाव में या बार बार होती हैं क्योंकि एक विशिष्ट कारण जैसे कि खरोंच की दरार या धनुष सांप और आस्खलन सहित दोष तो ये मूल रूप से कार्यवस्तु में ही दोष हैं हम जिन्हें प्रारंभिक पीढ़ी और मशीनिंग दोनों की प्रक्रिया से टाला नहीं जा सकता है तो उन चीजों को दोष कहा जाता है सतह बनावट इसे आम तौर पर नाममात्र आकार से दोहराव या यादृच्छिक विचलन के रूप में समझा जाता है जो सतह पर आकृति बनाता है ठीक है दोहराव क्योंकि मशीनिंग संक्रिया में हम जो करते हैं वह टूल और कार्यवस्तु के बीच एक सापेक्ष गति होती है और जब टूल चलता है तो यह टूल ज्यामिति को दोहराता है जब यह कॉन्टैक्ट मशीनिंग में चलना शुरू करता है सतह की बनावट में लहर खुरदरापन शामिल है लहरदारता रखना और दोष सतह की बनावट है तो सतह खुरदरापन सतह बनावट का एक उपवर्ग है लहराती हाँ ले भी एक दोष है आकार की त्रुटियां क्या हैं वे कार्यवस्तु की पूरी लंबाई में होने वाली व्यापक रूप से दोहराई जाने वाली अनियमितताएं हैं क्याआकार की कुछ त्रुटि हैं सामान्य प्रकार की त्रुटि जिसमें सांप आस्खलन और धनुष शामिल हैं का अर्थ है कि यह कुछ इस तरह है इसलिए विक्षेपण स्वयं तो सतह के निशान का विश्लेषण इसलिए जो भी अनियमितताएं हैं अब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह इसे मापने और डेटा का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है आम तौर पर मोटे तौर पर आप इसे कैसे करते हैं आपके पास बस एक लेखनी है या आपके पास बस अपनी उंगली है इसे सतह पर लिखें जब आप इसे सतह पर लिखने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि सभी अनियमितताएं क्या हैं तो आपके पास एक यांत्रिक तरीका हो सकता है या आपके पास एक विद्युत तरीका हो सकता है तो आम तौर पर हम एक लेखनी रखते हैं लेखनी बदले में व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत से जुड़ा होता है ठीक है और फिर अंत में हमें जो मिलता है वह आउटपुट है इस आउटपुट को जांच किया जाता है और फिर हम वोल्टेज और इसकी परिमाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसलिए यह माइक्रोन में होगा तो यह डेटा अंत में वोल्टेज अंशांकित में परिवर्तित हो जाता है और माइक्रोन के रूप में प्रदर्शित होता है तो आपको पिछली कक्षा याद है हमने पिछले व्याख्यान में ट्रांसड्यूसर के बारे में देखा था इसलिए इसमें इसका एक उदाहरण है तो ऊंचाई मापने के लिए कई मापदण्ड हैं 10 ऊंचाई औसत मान एक विधि है इसलिए इसे चोटी से घाटी की ऊंचाई के रूप में भी जाना जाता है इसलिए इस मामले में हम मूल रूप से औसत ऊंचाई पर विचार करते हैं जिसमें कई क्रमिक चोटियों और घाटियों की घाटियां शामिल हैं जैसा कि अगली स्लाइड में चित्र में देखा जा सकता है जिसमें मैं एक रेखा एए खींचूंगा जो सामान्य रेखा के समानांतर खींची जाती है रेखा AA से लगातार 5 शिखर और घाटियों की ऊंचाई नोट की जाती है तो वे जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि एक रेखा है ठीक है जो AA है और फिर आपके पास जो है वह यह है कि सतह पर एक लहर है ठीक है

यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आप खुरदरापन को मापते हैं जो एक लेखनी के साथ होगा और अंत में आपको जो मिलेगा वह इस तरह के डेटा के साथ स्टाइलस होगा तो अब आपको बढ़ाना होगा यह एक सतही लहरदार है जो बहुत छोटी होगी तो आप संकेतको बढ़ाते हैं और फिर आप प्रदर्शित करते हैं इसलिए हम ऊर्ध्वाधर आवर्धन के बारे में बात करते हैं जो हमेशा माइक्रोन के संदर्भ में रिपोर्ट किया जाएगा तो आइए समस्या को हल करने का प्रयास करें तो 100 X के लंबवत आवर्धन से देखे जाने के अनुसार निम्न ऊंचाई वाली लहर के लिए औसत चोटी से घाटी ऊंचाई मान की गणना करें ऊंचाई मान के लिए निम्नलिखित अवलोकन किए गए ठीक है

सतह को चिह्नित करने के लिए यह 1 मापदण्ड है सतह को चिह्नित करने के लिए अगला मापदण्ड रूट मीन स्क्वायर मान होने जा रहा है कुछ समय पहले तक सतह खुरदरापन को मापने के लिए RMS मान बहुत लोकप्रिय विकल्प थे हालांकि इसे सेंटर लाइन एवरेज तरीका से हटा दिया गया है हम देखेंगे कि आगे सेंटर लाइन वैल्यू मान क्या है RMS मान को माध्य रेखा से मापी गई सतह के निर्देशांक के वर्गों के माध्य के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है अगली स्लाइड में हम जो आंकड़ा दिखाएंगे वह RMS मान निकालने की आलेखी प्रक्रिया को दर्शाता है तो रूट का अर्थ है वर्ग मान यदि आप वह आंकड़ा देखते हैं जिसके लिए आपके पास लंबाई की लंबाई है जिसके लिए आप माप लेते हैं और फिर मैं इस खुरदरेपन के मूल्य को जो कुछ भी प्राप्त करता हूं उसे परिवर्तित कर रहा हूं ठीक है तो अब हम क्या करते हैं हम अलग करने की कोशिश करते हैं इसलिए यह 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह है तो इसे उसी सतह के लिए रूट RMS मान कहा जाता है जिसे आप मापते हैं और अनियमितताओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं केवल एक चीज यह है कि वे सभी समान रूप से 1 2 3 और इसलिए चौथे स्थान पर हैं ठीक है यह RMS मान है तो चलिए यहां समस्या लेते हैं तो अब पिछले प्राप्त प्रश्न में ऊँचाई मानों के लिए लिए गए निम्नलिखित समान अवलोकनों के लिए ऊँचाई के लिए RMS मान की गणना करें तो वही चीज़ जहाँ हमें Rz मिला वह 0 माइक्रोन के बराबर है इसलिए हम यहां मूल्यों का प्रयास करेंगे

एक ही सतह के लिए कहें आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में से एक आपको 0 मिला है और आपको मिलने वाली सतह को मापने के लिए दूसरा मापदंड 722 है तीसरा वाला सेंटर लाइन एवरेज मान होगा तो सतह खुरदरापन को मापने के लिए केंद्र रेखा औसत मान सबसे प्रचलित मानक है तो अब तक हमने Rz क्या देखा और फिर हमने देखा लेकिन को सबसे आम कहा जाता है इसे सतह के सभी निर्देशांकों की औसत रेखा से औसत ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है चाहे वह किसी भी चिन्ह का हो

अगर आप चित्र को देखेंगे तो यह कुछ इस तरह होगा तो आपके पास तो यह आपका L है यह आपका A1 A2 A3 और A4 है ठीक है तो यह Ra सतह बनावट तुलना का सूचकांक है न कि आयाम Ra मान एक सतह बनावट तुलना है घाटी हमेशा मान हमेशा शिखर से ऊंचाई मान से बहुत कम होता है तो यह क्या है यह Rz है Rz की तुलना में ये मान कम हैं यह आम तौर पर एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि इसे आसानी से समझा जाता है और माप के उद्देश्य से लागू किया जाता है तो यह बहुत सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि आपने तीन मापदण्ड Rz and Ra को मापा है सभी 3 मानों को समान देने की आवश्यकता नहीं है तीनों मान समान होने की आवश्यकता नहीं है आप एक सतह को मापने के लिए सूचकांक में एक का उपयोग कर सकते हैं और इसकी तुलना अन्य अन्य प्रक्रिया या कुछ के साथ कर सकते हैं लेकिन एक ही सूचकांक के लिए ठीक है Ra सतह बनावट तुलना का सूचकांक है न कि आयामों का इसलिए यदि आप इसे अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए देखते हैं तो उन्होंने पहले ही पूर्वनिर्धारित कर दिया है कि आमतौर पर हमें मिलने वाला खुरदरापन क्या होगा तो यह कई पुस्तिका में प्रकाशित होता है उदाहरण के लिए आप एक धातु काटने काटने का कार्य योजना ड्रिलिंग मिलिंग बोरिंग ब्रोचिंग रीमिंग लेते हैं आप देखेंगे कि सतह की फिनिश क्या होनी चाहिए जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं तो यह मीटर माइक्रोन के संदर्भ में है और आप इंच के संदर्भ में भी व्यक्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि नीचे जाने पर मान घट रहे हैं इसलिए जब हम रीमिंग संक्रिया करते हैं तो मान 4 माइक्रोन से गिरने की उम्मीद की जा सकती है और यह 08 माइक्रोन तक जा सकता है यदि आप इसे इस श्रेणी में नहीं पाते हैं तो मूल रूप से हमें प्रक्रिया को फिर से जांचना होगा और इसे नियंत्रण में लाना होगा तो रीमिंग एक प्रक्रिया है अब यदि आप अपघर्षक प्रक्रियाओं को सुपरफिनिशिंग देखते हैं तो आप 005 माइक्रोन तक जा सकते हैं जब आप फोर्जिंग को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आयाम ऊपर गिरते हैं और यह संचालन की तुलना में मोटे होते हैं इसलिए सतह बनावट विशेषताओं के विनिर्देश डिजाइन और उत्पादन इंजीनियरों को सतह बनावट की विशेषताओं के विनिर्देश के लिए अपनाए गए मानकों से परिचित होना चाहिए प्रतीकों का उपयोग सतह की अनियमितताओं को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जैसे कि सतह आकृति और खुरदरापन मान तो ऐसे प्रतीक हैं जिनका उपयोग किया जाता है जैसे हमने आयाम माप में हमने खुरदरापन जैसे प्रतीकों को देखा हमने सीधापन सपाटता रनआउट गोलाकारता बेलनाकारता देखी उसी तरह हमारे पास सतह बनावट के प्रतीक भी हैं

और यह सतह बनावट जब हम ले आकृति के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं तो यह भी नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है तो यह एक विशिष्ट प्रतीक है और यहाँ हम परिमाण मान को लिखते हैं जो कुछ भी है ठीक है तो प्रक्षेपण के सतह के समानांतर यह लंबवत है जब हम इसे देखेंगे तो हम समझेंगे कि खुरदरापन कैसे मापा जाता है प्रक्षेपण के सतह के समानांतर प्रक्षेपण के सतह के लंबवत प्रक्षेपण के सतह के लिए 2 तिरछी दिशाओं में पार किया गया X होगा बहु दिशा फिर अनुमानित परिपत्र उदाहरण के लिए सामना करना पड़ रहा है फिर लगभग रेडियल ठीक है तो यहाँ हम प्रकृति में यादृच्छिक हैं इसलिए इसे बहुआयामी कहा जाता है तो ये प्रतीक सतह पर दिए गए हैं तो वे क्या करते हैं कि एक सतह है या मान लीजिए कि अगर कोई शाफ्ट है तो यदि प्रतीक इस तरह दिया जाता है तो वे Ra कहते हैं तो यहाँ यह Ra XX मान के बराबर हो सकता है तो फिर ले को देखकर हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया की गई है और आउटपुट क्या लिया गया है और यहाँ एक प्रतीक है इसलिए यदि आप बनावट विशेषताओं के एक विनिर्देश को देखते हैं तो यह यहां होगा कि आपके पास अधिकतम न्यूनतम होगा आपके पास लहरदार ऊंचाई क्या होगी अधिकतम लहराती ऊंचाई क्या होगी अधिकतम लहराती चौड़ाई क्या होगी और वहाँ कुछ है जिसे कटऑफ और अधिकतम खुरदरापन चौड़ाई कहा जाता है और यहाँ दिशा है ये सब चीजें खेल का हिस्सा हैं कटऑफ क्या है उदाहरण के लिए आपके पास एक सतह है ठीक है यह सतह पहले और जब आप लेखनी को हिलाना शुरू करते हैं तो यह पहनने में चल रहा होगा या यह एक सतह स्थापित करने की कोशिश करेगा और फिर आप एक मापने वाली सतह रखने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि यह माप हो सतह इसलिए इस मापने वाली सतह में हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सभी उपखंड क्या हैं इसलिए उन चीजों को कटऑफ लंबाई कहा जाता है तो सतह खत्म को मापने के तरीके सतह फिनिश को मापने के लिए मूल रूप से दो दृष्टिकोण हैं एक तुलना करके दूसरा मेरा प्रत्यक्ष माप है पूर्व दोनों में से सरल है लेकिन यह अधिक व्यक्तिपरक है पहले के दिनों में वे एक तुलनित्र का उपयोग करते थे तो उन्होंने जो किया वह था उनके पास एक मानक था इसलिए उस मानक में उनके पास कई नमूने थे और प्रत्येक नमूने में उनके मूल्य होंगे तो कार्यशाला प्रचालक या सुपरमैन सतह को स्क्राइब करते थे कार्यवस्तु की सतह को लिखते थे तुलना करते थे और कहते थे कि यह इस पहली कक्षा के बराबर है दूसरी कक्षा तीसरी बड़ी या चौथी कक्षा है वे तब तीसरी कक्षा कहते थे इसी के अनुसार एक मूल्य होगा जो दिया गया है तो फिर वे इसकी तुलना करते हैं और देखते हैं तो या उनके पास सतह को देखने वाली दो सतहें हैं वे इसे करने का प्रयास करते हैं तुलनात्मक माप सतह के अवलोकन या अनुभव द्वारा सतह की बनावट के आकलन की वकालत करता है सूक्ष्म परीक्षा इस पद्धति का स्पष्ट आशुरचना है तो इसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और देखें लेकिन प्रत्यक्ष माप मापने का सबसे अच्छा तरीका है लेकिन दो प्रमुख कमियां हैं सतह का दृश्य भ्रामक हो सकता है समान दिखने वाली दो सतहें काफी भिन्न हो सकती हैं उदाहरण के लिए इन दो सतहों का मान 1 माइक्रोन हो सकता है बनावट पूरी तरह से अलग हैं खुरदरापन पूरी तरह से अलग है इसलिए आपके पास 2 अलग अलग रूपरेखा हो सकते हैं लेकिन एक ही खुरदरापन है इसलिए अगर ऐसा है तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इस दृश्य तकनीक या तुलना तकनीक का उपयोग करते हैं अनियमितताएं की ऊंचाई आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है आप केवल स्पर्श कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया ड्रिलिंग मिलिंग द्वारा की जाती है लेकिन वास्तव में अगर कोई चोटी है तो आप नहीं जानते कि भार कब लगाया जाता है यह चोटी कितना भार उठाने वाली है या यह कैसे क्षतिग्रस्त होने वाली है और दूसरी बात हालाँकि यह विधि भी प्रकृति में व्यक्तिपरक है और संपर्क में रहने वाले व्यक्ति के निर्णय पर काफी हद तक निर्भर करती है सीमा ने मेट्रोलॉजी विशेषज्ञों को प्रत्यक्ष तरीकों को नियोजित करके प्रत्यक्ष माप सतह बनावट के तरीकों और साधनों के लिए प्रेरित किया है तो प्रत्यक्ष माप एक संख्यात्मक मान को तैयार सतह पर सौंपने में सक्षम बनाता है इसलिए यह कहने के बजाय कि यह मोटा है अब यह थोड़ा मोटा है हम यह देखना चाहेंगे कि उत्पन्न सतह को दिया गया वास्तविक परिमाण क्या है तो वह प्रत्यक्ष माप है इसलिए अप्रत्यक्ष माप में हम हमेशा स्टाइलस सिस्टम का उपयोग करते हैं आपने शुरू में जो हाथ के रूप में इस्तेमाल किया था अब हाथ को स्टाइलस से बदल दें तो स्टाइलस में क्या होता है यह स्टाइलस कुछ ऐसा होगा आपके पास स्टाइलस हो सकता है और यह किसी फुलक्रम या किसी चीज़ पर आराम कर सकता है तो यह यहाँ धुरी है जब यह साथी ऊपर या नीचे जाता है तो आप मापना शुरू कर सकते हैं कि विचलन क्या है तो माप की लेखनी प्रणाली सतह खत्म को मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है तो यहां एक यांत्रिक चीज है जिसे मैं आकर्षित करता हूं ताकि आप वापस जा सकें और तुलनित्र में देख सकें कि हमने कैसे किया हमारे पास परिचालन बिंदु था तो हमारे पास एक आधार था तो उसी तरह आप एक विद्युत सर्किट के साथ इस धुरी बिंदु और अन्य चीजों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं लेखनी कार्यवस्तु की एक सतह पर खींचती है जो विद्युत संकेत उत्पन्न करती है जो कि अनियमितताएं के आयाम के समानुपाती होती है तो यहाँ यांत्रिक है आपके पास विद्युत भी हो सकता है आउटपुट को हार्ड कॉपी यूनिट पर उत्पन्न किया जा सकता है या कुछ मैग्नेटाइज्ड माध्यम में स्टोर किया जा सकता है यह डेटा से मापने योग्य मापदंड की निकासी को सक्षम बनाता है जो सतह खुरदरापन की सीमा को माप सकता है लेखनी प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं आपके पास एक कार्यवस्तु सतह पर एक स्किड या जूता होगा जो सतह के सामान्य समोच्च का यथासंभव सटीक रूप से अनुसरण करता है स्किड या शू स्टाइलस में स्किड होता है ठीक है लेखनी जो स्किड के साथ साथ सतह पर चलता है इसकी गति स्किड के सापेक्ष लंबवत होती है एक ऐसी संपत्ति जो लेखनी को सतह की लहराती से स्वतंत्र समोच्च सतह खुरदरापन को पकड़ने में सक्षम बनाती है जिसका हम उपयोग करते हैं और लेखनी पल को बढ़ाने और इसे रिकॉर्ड करने के लिए परिवर्धित करने वाला यंत्र और अंत में आप इसका मतलब मापने की कोशिश करते हैं ठीक है